पुनः आपका स्वागत है एक अच्छा अभियंता कैसे बनता है और अच्छी अभियांत्रिकी प्रथाओं के लिए क्या आवश्यक है इन दो महत्वपूर्ण सवालों पर पहले के मॉड्यूल में हमने चर्चा की थी अभियंताओं को किन नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए और फिर हमने चर्चा की थी अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि अभियांत्रिकी प्रथाओं के लिए महत्वपूर्ण मूल्यों के लिए क्या दो महत्वपूर्ण मूल्य है हम चर्चा को जारी रखेंगे और हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर जाएंगे जो कि अभियंताओं के नैतिक व्यवहार से बहुत ही मिलता जुलता है और इन सब को आप कैसा महसूस करते हैं या धार्मिक और सैद्धांतिक मूल्य को परस्पर कैसे समझते हैं तो कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं हम सोचने लगते हैं कि क्या धार्मिक मूल्य और नैतिक मूल्य दोनों अलग अलग हैं या दोनों समान है तो धार्मिकता को नैतिक प्रथाओं मे क्या करना होता है और या यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि कोई ईश्वर का अनुयाई करता है हम क्या कुछ मूल्यों को नैतिक बनने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं तो यह सारे प्रश्न हमारे मस्तिष्क की पृष्ठभूमि में चलते रहते हैं तो यहां पर यह महत्वपूर्ण प्रश्न है हम लोग धार्मिक मूल्यों के नैतिक मूल्यों के साथ संबंधों पर चर्चा करने जा रहे हैं और यह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इन दोनों चीजों में कोई आपस में संबंध है तो हम क्या देखते हैं सभी उपस्थित धर्मों में सभी दुनिया के प्रमुख धर्म नैतिक के साथ साथ धार्मिक मानको को बनाए रखते हैं तो यह नैतिक मानक वास्तविकता में नैतिक एजेंट के तौर पर लागू होते हैं जैसे यह चरित्र की विशेषता पर केंद्रित हो कर उसे उत्साहित या कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो उनके अनुसार धर्म में जिस बात पर वह जोर देते हैं उसमें अंतर होता है उनके अनुसार अध्यात्मिकता के मुद्दों पर और व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों पर या एक खास प्रकार के पारिवारिक संरचना पर वह बोलते हैं क्योंकि पारिवारिक संरचना आपको बंधन को बनाने में मदद करता है एक दूसरे को सहयोग करने में मदद करता है एक दूसरे की भावनाओं को समझने में मदद करता है और शायद एक दूसरे के लिए छोटे छोटे त्याग करने में मदद करता है जो कि आप एक पारिवारिक संरचना से सीखते हैं और एक धर्म के विश्वास एवं अभ्यास से सीखते हैं एक राष्ट्र से या इन सब के समूह से सीखता है तो अक्सर धर्म अपने सदस्यों को इस प्रकार से मार्गदर्शन देता है की व्यक्तिगत तौर पर उनको क्या करना चाहिए और खासतौर पर उनको क्या करने के लिए बुलाया गया है तो प्रत्येक धर्म के अपने कुछ खास मूल्य होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और यह मूल्य सिद्धांतों और गुणों का मार्गदर्शन करते हैं तो हम जब भी बात करेंगे तो हम नैतिक मूल्यों पर बात करेंगे जोकि नैतिक गुणों पर आधारित हैं गुणों का क्या होता है अगर हम अलग अलग धर्मों को पढ़ते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण मूल्य है जिन्हें हम धार्मिक मूल्य कहते हैं जोकि सभी धर्मों में लगभग समान हैं धर्म ऐसे धार्मिक मूल्यों को व्यक्त करने का एक जरिया है और किस स्वभाविक तरह से इसका अभ्यास करना चाहिए परंतु अगर हम इस का निचोड़ समझ पाए और मूल्यों को पढ़कर इससे जोड़ पाए तो जब हम मूल्यों के जोड़ने की बात करते हैं तो अध्यात्मिकता और किसी खास धर्म के द्वारा अपनाए गए महत्वपूर्ण सिद्धांत में अंतर है और जब आप धार्मिकता की बात करते हैं तो यह सब प्रथाएं हैं और यह प्रथाएं एक धर्म से दूसरे धर्म में अलग अलग हो सकती हैं परंतु अगर आप इन धर्मों के मूल्यों के केंद्र को पढ़ें और अगर आप उसे पूर्णता से पढ़ें तो आपको मिलेगा कि उनमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण मूल्यों में समानताएं हैं जो कि प्रत्येक धर्म में वर्णित है और सभी मूल्य मनुष्य के दूसरे समाज के साथ तालमेल की तरफ केंद्रित है और बृहद तौर पर ब्रह्मांड के साथ तो वह यह बताते हैं कि कैसे स्थिरता को बनाए रखने के लिए संतुलन की आवश्यकता होती है तो अगर हम अभियंताओं के नैतिक मूल्यों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि स्थिरता की तरफ केंद्रित है वहां पर निश्चित तौर पर आध्यात्मिक मूल्यों से सीखने के लिए बहुत कुछ है जो कि अलग अलग धर्मों के द्वारा बांटा गया है चाहे वह कोई भी धर्म क्यों ना हो हमने पहले ही वातावरण संबंधित मूल्यों और धार्मिक मूल्यों के बारे में चर्चा की है तो हमें यह पाया कि सभी धर्मों के कुछ केंद्रीय मूल्य होते हैं जोकि तालमेल के बारे में बात करते हैं जो स्थिरता के बारे में बात करते हैं जो मेरी आवश्यकता और जरूरत के तालमेल के बारे में बात करते हैं और मुझे यह तालमेल बनाने के लिए क्या करना चाहिए मेरी दूसरों के प्रति जिम्मेदारियों कि क्या गंभीरता है मेरी दूसरों के प्रति क्या कर्तव्य है तो एक अभियंता के तौर पर अगर आप इन मूल्यों को समझेंगे तो यह हमको अपने व्यवसाय की जिम्मेदारियों को एक व्यक्ति के तौर पर समझने के लिए अधिक कर्तव्य परायण बनने में मदद करेगा यह समझने में भी मदद करेगा कि जब हम किसी चीज का डिजाइनिंग करते हैं तो हमारा प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए यह हमारे खुद के हित में होना चाहिए या यह तालमेल की तरह होना चाहिए और स्थिरता के परिपेक्ष में होना चाहिए जिसका की ख्याल रखना चाहिए और आध्यात्मिक मूल्यों ने इस संदर्भ में भी मार्गदर्शन किया है अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ आते हैं जो कि इस मॉड्यूल के दौरान हमें चर्चा करना है और वह यह है कि हम कैसे नैतिक आत्मवाद को संभालते हैं जब भी हम नैतिक विषयत्व की बात करते हैं हम उन मुद्दों की बात कर रहे होते हैं जैसे कुछ सापेक्षवाद क्योंकि हमने पहले ही नैतिक सिद्धांतों के बारे में चर्चा की है जो कि स्वभाव में सर्वव्यापी हैं जोकि स्वभाव में वस्तुनिष्ठ हैं और जिनका हर जगह अनुसरण करना चाहिए पर अभी भी हम परिस्थितियों पर आधारित मामलों के लिए कुछ खास जरूरतों की आवश्यकता होती है और जैसे कि क्या यह निर्णय इस संदर्भ में सही है या दूसरी चर्चाएं ली जा सकती हैं जैसे क्या आप हमेशा निर्णय करते हैं जैसा कि नैतिक निरपेक्षवाद मे निर्णय किया गया है या हम एक कार्यक्रम संबंधित लेंस को लेते हैं और हम नैतिक बहुलवाद पर भी बात करते हैं तो जब हम नैतिक आत्मवाद की बात करते हैं तो हम उन मुद्दों पर विस्तार से पुनः केंद्रित होंगे अब एस नैतिक आत्मवाद का क्या अर्थ है नैतिक आत्मवाद इस बात का ध्यान रखता है किकिन्ही खास परिस्थितियों में किसी प्रकार का कृत्य सही है या गलत है यह इस बात पर निर्धारित होता है कि जो व्यक्ति या स्रोत इस कृत्य को कर रहा है क्या वह इसके सही और गलत में विश्वास रखता है तो इसका मतलब है कि यह नैतिकता को यह एक विषय के रूप में दिखाता है जहां पर यह किसी वस्तुनिष्ठ मानक की बात नहीं करता है अपितु जो कोई भी स्रोत है यह उस पर केंद्रित होने की कोशिश करता है जोकि मांगों को स्थापित कर रहा है और यह विश्वास करता है कि जो सही है वह सही है और जो गलत है वह गलत है तो बिना विचार किए यह कोशिश करता है कि वह सिद्धांत में बहुत अच्छी तरह से स्थापित है कि नहीं क्या उनके पास बैकअप सहायता है कि नहीं जो कि पुराने तथ्यों पर आधारित हो या वह उसे सही मान सकते हैं तो यह हमारे मस्तिष्क में एक दुविधा की स्थिति के लिए स्थान छोड़ देता है तो जब हम आत्मवाद की बात करते हैं तो सवाल आता है कि क्या हम इस समस्या को संभाल पा रहे हैं या हमारे नैतिकता के संकेत इसके लिए उसके उपाय हैं या हम उपयोगितावाद का प्रयोग कर सकते हैं कर्तव्य नैतिकता अधिकार नैतिकता और पुण्य नैतिकता इन चीजों के एक हल के तौर पर आती है तो हम यहां पर क्या पाते हैं कि जब हम नैतिक आत्मवाद के बारे में बात करते हैं और हम दी हुई परिस्थिति के आधार पर बात कर रहे हैं तब यह बात करता है कि अगर मैं यह सोच रहा हूं कि यह सही है तो यह सही है अगर मैं सोच रहा हूं कि यह गलत है तब भी तब अगर यह गलत होगा तो यह अनैतिक लगेगा परंतु जब इसे निर्णय लेने के स्तंभ के तौर पर जमीन पर उतारा जाएगा हमने उदारवादीता के बारे में विमर्श किया था जो लागत के लाभ के विश्लेषण को लाभ और संभावित नुकसान को यह बताता है तो संभावित नुकसान की तुलना में क्या कार्यवाही हो सकती है और लाभ के लिए कार्यवाही दो एवं दोनों का तुलनात्मक निर्णय बनता है तब आप किसी चीज को चुनते हैं जो कि उपयोगवादिता पर आधारित होती है और हमें समझना चाहिए जैसे मैं किसी चीज को लेता हूं और सोचता हूं कि यह सही है क्योंकि यह सही है यह ऐसा नहीं है कि यह एक प्रकार का आवरक वक्तव्य है परंतु हमें इसके औचित्य को साबित करना होगा और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें इस औचित्य को साबित करने की आवश्यकता क्यों है क्योंकि हम तर्कसंगत मानव हैं जो कुछ मुद्दों पर निर्णय लेते हैं और अपने विचार रखते हैं हम जब ऐसा सोचते है तब यह सही है हम किसी चीज को सही होने के लिए क्यों सोचते हैं वह किसी पुख्ता जमीनी कारण पर आधारित होना चाहिए अब मैं इसी चीज को सही कर रहा हूं लोग सही और गलत की अपनी समझ में अलग अलग हो सकते हैं यह सही और गलत अच्छी तरह से जमीनी उनके कारणों पर आधारित होना चाहिए जैसा कि मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि यह सही है और ऐसा क्यों सोचते हैं कि यह गलत है तब आप उस स्थिति में होंगे हम उस स्थिति में होंगे कि हम इसका उत्तर दे सकें कि यह मैं सोचता हूं कि सही है क्योंकि यह वजह है मैं सोचता हूं कि यह गलत है क्योंकि इसके पीछे यह बातें हैं निर्णय लेने के नैतिक स्तंभ जैसे उपयोग वाद जो कर्तव्य न्याय का ख्याल रखते हुए लिखते हैं और हमारी नैतिक तर्क शक्ति की रूपरेखा को बनाते हैं बताने के लिए मैं सोचता हूं कि यह एकदम सही है क्योंकि इस उपयोग वाद लागत लाभ विश्लेषण की बात करता है यहां पर यह लागत का ख्याल रखता है और उससे मिलते जुलते फायदे की बात करता है जो कि उस लागत से संबंधित हैं और जो उसके बारे में बात करते हैं यह ज्यादातर लोगों के लिए अच्छा है और तब हम पहले ही उस पर एक मुद्दे पर बहस कर चुके हैं कि कौन इस बहुमत को परिभाषित करता है कौन इस बहुमत का ख्याल रखता है अगर यह उपयोग बाद का एक नियम है तो अगर यह उपयोग बाद का एक कानून है तो क्या आपको लगता है कि सिद्धांत सही है या आपको लगता है कि कार्यवाही सही एवं उचित है और यह बहुमत में लोगों तक पहुंचने की एक शुरुआत है इसलिए यह उपयोग वाद के परिपेक्ष पर आधारित है दूसरा परिपेक्ष सही परिपेक्ष हो सकता है जिस की कुछ चीजों का प्रत्येक व्यक्ति को लाभ लेने का अधिकार है और हम आपकी परियोजना की पूर्ति के लिए उनके अधिकारों से समझौता करने की कोशिश कर रहे हो हम उन्हें पीड़ित होने देते हैं हम लोगों को कुछ चीजों के लिए उनके अधिकारों का लाभ लेने से रोकते हैं और अब अगर किन्ही दो हिट धारकों के अधिकारों में आपस में संघर्ष होता है तो कौन सा अधिकार किस दूसरे अधिकार का स्थान लेगा यह महत्वपूर्ण है और यह मन में रहना चाहिए जब आप कर्तव्य की बात करते हैं तो यह हमारा कर्तव्य का हिस्सा है मेरा मतलब हमारे संस्थान की तरफ और बृहद तौर पर जनता की तरफ से है तो पुनः हमें अपने कर्तव्यों के बारे में ठीक से पता होना चाहिए और हमें अपने कार्यों के द्वारा इसे देखना चाहिए और हम अपने कर्तव्य को करने में सक्षम हैं जब आप स्पष्ट वाद की बात करते हैं तब यह प्रक्रिया का स्पष्टवाद है वितरण का स्पष्टवाद है और हम आपके द्वारा की गई स्पष्ट कार्यवाही की बात कर रहे हैं कहने का मतलब है कि सभी विकल्पों को कुछ भी निर्णय लेने से पहले हमें देखना चाहिए और अगर हम कुछ लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं चाहे वह वातावरण से संबंधित न्याय ही क्यों ना हो हमें इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए जब आप इन सब का ख्याल रखते हैं तब आप पर्यावरण की नैतिकता की बात करते हैं हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अपने बारे में भी बात नहीं कर सकते जो अपने अधिकारों का दवा भी नहीं कर सकते और यह सब आपके पास आते हैं या आप अपने कर्तव्य को ऐसे संवेदनशील हित धारकों के लिए कैसे महसूस करते हैं और ऐसे ही सुधार को का आप ख्याल रखने के परिपेक्ष से कैसे ख्याल रखते हैं इन सबसे ऊपर व्यक्ति के गुण व्यक्ति की विशेषताएं जिनके बारे में हमने नैतिक मूल्यों के संदर्भ में बात की थी जैसे ईमानदारी अखंडता जिम्मेवारी विश्वसनीयता यह सब एक अभियंता के गुण हैं जैसे कि उनके व्यक्तित्व के पैटर्न जैसे उन्हें हमेशा सकारात्मक रहने के लिए इच्छुक रहना होता है वह हमेशा दूसरों के कर्तव्यों को समझने के लिए इच्छुक रहते हैं और वह भी मुख्य तौर पर जनता के लिए वातावरण के लिए स्थिरता के लिए वह जो निर्णय लेते हैं वह समझ के विश्वास पर आधारित होते हैं इन मूल्यों के मापदंडों पर आधारित होता है और व्यवसायिक मूल्यों को समझने पर आधारित होता है इन सब पर आधारित चाहे वह सोचते हो कि यह सही है क्या वह उसे सही की तरह ले रहे हैं और वह इसमें विश्वास करते हैं औरजो भी चीजें गलत है क्या वह यह विश्वास करते हैं कि उस खास परिस्थिति में वह गलत है उनके व्यवस्था एक नैतिकता की समझ और गुणों पर आधारित होती है तो अगर हम देखें सही और गलत का आत्मनिष्ठ निर्णय निर्णय आधारित होता है चाहे वह अच्छे कारणों पर आधारित हो तर्कसंगत हो और कौन व्यक्ति यह सही और गलत का निर्णय ले रहा है उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है जो इस सही और गलत का निर्णय ले रहा है और वह अनैतिक लग सकता है अगर आप इस नैतिक आत्मवाद को लेते हैं तो किसी भी निर्णय को सही और गलत में अंतर करने से पहले उस व्यक्ति के इमानदारी के गुणों ईमानदारी निष्पक्षता भरोसेमंद होनाविश्वसनीयता जिम्मेवारी और वह सभी विकल्पों को व्यवहारिक चश्मे से देखना लोगों के अधिकारों की रक्षा करना वातावरण को समझना दूसरोंऔर हित धारको के प्रति कर्तव्यों को समझे तो नैतिक आत्मवाद कभी भी अनैतिक नहीं होता है परंतु व्यवहारिक स्थिति में क्या सही है और क्या गलत है इसका निर्णय लेना ही नैतिक है उसके बाद आप निर्णय देने के लिए आगे बढ़े अब हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या पांच पर आते हैं जैसे पहचान करने के लिए किस तरह की उचित चीजों और कार्यों को ध्यान में लेना चाहिए या कार्यवाही की नैतिकता उचित या अनुचित है तो यह प्रश्न इस बात पर केंद्रित है कि क्या परिस्थितियां हैं वह क्या किए हैं जो उस खास परिस्थिति में चिन्हित की गई हैं उन्हीं सब मकसद की नैतिकताओं को लेना चाहिए या नैतिकता उचित है या अनुचित उसे लेना चाहिए तो विशेष तौर पर उत्तेजक क्या चीजें हैं जब हम इन उत्तेजक चीजों के बारे में बात करते हैं तो यह उत्तेजक चीजें क्या है जो अगर परिस्थितियों के दौरान किसी कार्य में उपस्थित हैं या कार्यवाही के दौरान उपस्थित हैं जो यह निर्णय लेंगे कि वह नैतिक है या अनैतिक तो पिछले प्रश्न में हमने जो व्यक्ति निर्णय ले रहा है उसके विषय में चर्चा की थी और यह जानने की कोशिश की थी कि क्या यह व्यक्ति निष्ठ है और सही है या गलत है हम उत्तेजको पर केंद्रित हो रहे हैं जो कि परिस्थिति के दौरान उपस्थित हैं जो नैतिक और अनैतिक परिस्थिति के अनुसार योग्य है जब आप निर्णय ले रहे होते हैं तो नैतिक निर्णय सही और गलत अच्छे और बुरे क्या करना है क्या नहीं करना है को बताता है और इसको उचित कारणों की आवश्यकता होती है जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे यह वैसे ही है जैसे आप सोचते हैं कि कुछ सही है वह सही क्यों है अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ गलत है तो वह गलत क्यों है इसको सबूतों कारणों की आवश्यकता होती है तो यह पता करने योग्य कारणों को निर्णय देता है कारण यह है कि निर्णय को कैसे यह भिन्न करता है जो कि नैतिक या सौंदर्य युक्त है चाहे वह सहज बोध की बात कर रहे हो जहां हमारे पास सबूत ना हो परंतु हम यह बता सकते हैं कि हम सोचते हैं कि यह इस तरह से हो रहा है तो सबसे पहले हम सहज ज्ञान और नैतिक निर्णय में अंतर करते हैं तो किसी खास अवस्था में या परिस्थिति में क्या हो रहा है इस को पहचानने की क्षमता को सहज ज्ञान कहते हैं परंतु यह हमारे पूर्व के अनुभवों पर वास्तव में आधारित होते हैं अगर हम कहें कि यह सही है और हो सकता है सहज ज्ञान वैज्ञानिक ना हो और नैतिक निर्णय वैज्ञानिक हो यह एक वृत्तीय प्रक्रिया है और यह 1 वर्ष का अनुभव है हो सकता है अलग अलग परिस्थितियों में निर्णय लेने का अनुभव जोकि नैतिक निर्णय के सबूत को बनाता है और फिर धार्मिक लक्षणों को को विकसित करता है और निर्णय लेने के स्तंभों में प्रयोग करता है पूरी तरह से अलग अलग परिस्थितियां एक व्यक्ति के अंदर अंतर्दृष्टि को परिस्थितियों के लिए विकसित करती है और आगे क्या होने वाला है एवं क्या क्या संभावित बिना जुड़े बिंदुओं के जुड़ने के संपर्क हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते किसी खास परिस्थिति के क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं और एक क्रिया एवं हम इस परिदृश्य में क्या होंगे तो वह अनुभव का वर्ष या अलग अलग परिस्थितियों को संभालने का अनुभव वह भी नैतिक औचित्य के साथ एक व्यक्ति के सहज ज्ञान को विकसित करता है तो जब कोई व्यक्ति सहज ज्ञान का उपयोग कर रहा होता है तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि वह सोच नहीं रहा है हो सकता है उसके पृष्ठ में सोचने की प्रक्रिया चल रही हो और जोकि बहुत तात्कालिक घटना हो सकती है क्योंकि व्यक्ति में कोशिकाओं का संपर्क यह सोचने की प्रक्रिया से पहले से ही विकसित हो चुका है और जिससे इसमें महारत प्राप्त हो गई है उसे के है कि वह सहज बोध से सोच रहा है और यही महारत व्यवसायिक ज्ञान के लिए बोलती है अलग अलग परिस्थितियों के सामना करने का अनुभव देती है अलग अलग परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न करती है नैतिकता का अतिरिक्त मतलब क्या हो सकता है वह एक व्यक्ति में सहज ज्ञान को विकसित करता है जिसे हम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं और उसे हम विकसित करते हैं वह आपको ज्ञान के गोदाम के रूप में देता है जिसे आप तुरंत उल्लेखित करते हैं और यह चित्रित करते हैं कि क्या होने वाला है तो अगर कोई सहज ज्ञान की तरह सोच रहा है इसका यह मतलब नहीं है कि वह तर्कसंगत याददाश्त को निर्णय लेने के लिए प्रयोग नहीं कर रहा है पर निश्चित तौर पर वह व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वह उसके पृष्ठभूमि में घटित हो रहा है परंतु यह इतना तेज हो रहा है कि हम इसे पहचानने में असमर्थ हैं क्योंकि यह पहले से ही एक गोदाम बना हुआ है जिसे आप बार बार नई परिस्थितियों में देखने नहीं जाते हैं टेंपलेट पहले से ही बना हुआ है जिसे आप तात्कालिक तौर पर उल्लेखित कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वह ऐसा दिखता है इसका यह हिस्सा सामान्य है और यह भिन्न है और यही सब इसके परिणाम होते हैं तो वह सहज ज्ञान को विकसित करता है दो नैतिक औचित्य पुनः कारणों पर आधारित होता है जिसके सबूत यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि नैतिक तौर पर कुछ स्वीकार्य है या वांछित है और यह नैतिक मूल्यों का आकलन आवश्यक है तो हमने पाया कि किसी कार्य के होने या कार्यवाही के दौरान नैतिक विकास को समझने के लिए अलग अलग मानदंड है एक कारण के साथ दिया हुआ निर्णय जिस हद तक कुछ कलाकार कार्यवाही के दौरान नैतिक रूप से न्याय संगत होते हैं हम उनमें से कुछ या सभी को यहां उद्धृत करेंगे जैसे यह अच्छे या बुरे परिणामों को उत्पादित करता है यह अधिकारों का या तो सम्मान करता है या उनका हनन करता है चाहे वह कर्तव्य को पूर्ण करें या उनसे जी चुराए और चाहे यह समझौते का सम्मान करें या उसे नजरअंदाज करें और वादों को भी तो यह कुछ सूचक उत्तेजक हैं जो आपकी सहायता यह समझने में करेंगे कि यह नैतिक या अनैतिक ज्ञान क्षेत्र की तरफ जा रहा है कि नहीं तो कार्यवाही सकारात्मक या नकारात्मक चरित्र के लक्षणों को विकसित करने के लिए दर्शाती है या पालन कराती है तो जब आपके पास यह सभी सूचक हैं तो इसे समझने के लिए निर्णय लेने वाले की पसंद होती है कि कैसे घटना या परिस्थिति जो भी नाम दीजिए वह परिस्थितियां ली जा रही है और क्या वह नैतिक या अनैतिक परिस्थिति बन रही हैं एवं उनसे कैसे निपटा जाए तो अब हम और चित्र के बारे में समझेंगे एवं कभी कभी लोग अपने कार्य के लिए या वाहनों के लिए कुछ ना कुछ औचित्य दिया करते हैं तो हम इसके लिए कैसे आगे जाएंगे या हम इसे कैसे परिभाषित करेंगे तो हमारे लिए एक छोटी सी रुकावट है यहां पर मान लीजिए कि आप कुछ मशीनें स्थापित करना चाहते हैं और आप इसका एक घटक अपने लिए स्थापित करना चाहते हैं और बाद में आपकी इस बात पर आलोचना होती है कि आपने यह कैसे स्थापित किया है हम अपने वाहनों के अनुसार बोलेंगे और वहीं और चित्र देने की कोशिश करेंगे या कुछ और करने की कोशिश करेंगे तो मुझे दिन की समाप्ति होते होते 1 कार्य सौंपा गया और कहा गया इसे 500 बजे तक समाप्त कर दीजिए और उसे समाप्त करने के लिए किसी भी तरह से समय नहीं था इन्हीं वजहों से सुरक्षा कोड की आवश्यकता होती है यह मेरा पहला समय था तो मैंने कुछ गलतियां करें और अगर आपको यह पसंद नहीं है तो अगली बार आप इसे अपने आप कर ले तो इनमें से आप किसको वाहनों के तौर पर देखेंगे और औचित्य के तौर पर देखेंगे और कौन इसका हिस्सा है तो हमने पाया कि जब कोई कार्य एक तरह से हमेशा गलत होता है तो गलत से कार्य गलत होता है या खराब होता है जब कोई कार्य प्रथम दृष्टया गलत होता है हां तो क्या इन परिस्थितियों में और चित्र देना उचित है नहीं क्या कार्य गलत था और कार्य करने वाला पूरी तरह से नियंत्रण में था हां चपलता के लिए पूरी तरह से दोष युक्त है क्या प्रथम दृष्टया कार्य गलत है नहीं कार्य तो सही है क्या इन परिस्थितियों का कोई औचित्य था हां कार्य था तो जब इसे करने का समय आया तो व्यक्ति थोड़ा बहुत इस कार्य को करने के लिए बहाने बनाने लगा जब हम कार्य पर आए और प्रथम दृष्टया यह लगा कि वह गलत तरह का कार्य नहीं है तब उस कार्य को गलत सोचने का कोई कारण नहीं रहा तो औचित्य पूर्ण कार्य एजेंट के द्वारा किए गए कार्य से विषम दिखता है जिसने उसे प्रदर्शित किया है अब आप अगर इसे देखें और माने कि आप किसी मशीन को लगाने के लिए मदद कर रहे हैं और एक हिस्से को आपको स्वयं लगाना है और बाद में उसे जिस तरह से आप ने लगाया है उसके लिए आपकी आलोचना होती है तो इसके लिए आप क्या कहेंगे तो क्या यह हमेशा गलत ही है अगर नहीं है तो उस स्थिति में आप उसे स्थापित करने में मदद करेंगे और आपने उसे स्थापित करने के लिए एक रिश्ता दिया है तो अभियंता की पहली जिम्मेवारी यह होती है कि वह अपने कार्य में काफी सक्षम हो तो आपको उसे स्थापित करने का उत्तरदायित्व दिया गया है क्योंकि आप इसे संपादित करने में सक्षम हैंऔर और आप इसे स्थापित करने में लोगों की मदद करते हैं इस वजह से आपको इसके एक हिस्से का उत्तरदायित्व दिया गया है तो क्या पहली नजर में यह कार्य गलत है तो अगर यह नहीं है तब हालांकिआप पाएंगे की स्थापित करने के कार्य को संपादित करने वाला व्यक्ति ठीक था तो अगर हम यह चाहते हैं कि कार्य गलत हो सकता है तो आपको पूरा उत्तरदायित्व नहीं दिया गया होता अगर आप इस तरह से और चित्र को साबित करेंगे तो आप यह निश्चित नहीं हैं कि आप केवल एक कनिष्ठ अभियंता हैं और आपको किसी चीज को स्थापित करने के लिए संपूर्ण उत्तरदायित्व नहीं दिया जा सकता तो क्या परिस्थितियों में कोई औचित्य है तब आप कह सकते हैं कि नहीं कार्य गलत था क्या एजेंट पूरे नियंत्रण में था हमें यह समझना होगा कि जिसे यह इस स्थिति को दिया गया है वह क्या पूरे नियंत्रण में था क्या आप ऐसा चाहेंगे कि जैसे आपको शाम 500 बजे किसी कार्य को संपादित करने के लिए दिया गया हो वैसा ही हो और आपके पास इसके लिए संसाधन भी नहीं हैं तो क्या मैंने परिणामों को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है जहां दूसरा व्यक्ति भी उसके लिए उत्तरदाई है अगर ऐसा नहीं है तो उस परिस्थिति में एजेंट आंशिक रूप से उत्तरदाई है और अगर ऐसा है तो एजेंट संपूर्ण रूप से उत्तरदाई है तो हम उत्तरदाई करने की चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आप यह बात कर रहे हैं कि यह एक इमारत है या मुझे सुरक्षा के मानकों की आवश्यकता है तोप उन्हें क्या मैं इसे पुष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं इससे आगे जाकर यह देखिए कि क्या मैंने को को पूरा किया है या नहीं तो यह मेरा पहली बार है इसलिए कुछ गलतियां की है लेकिन अभियांत्रिकी कार्यों में किसी तरह की गलती का कोई स्थान नहीं होता है आप अपने उत्तरदायित्व के प्रति लापरवाह नहीं हो सकते हैं तो अगर आप उसे पसंद नहीं कर रहे हैं तो आप उसे अगली बार करेंगे यह फिर से एक प्रकार की बहानेबाजी है तो यह वैसे ही है जैसे मुझे काफी देर से कार्य सौंपा गया और उसे संपादित करने के लिए थोड़ा भी समय नहीं था और वैसे ही जैसे कि इमारत बनाने के मानकों की आवश्यकता होती है तो इसके औचित्य होते हैं और हमें यह देखना होता है कि क्या यह जो और चित्र दिए गए हैं वह उस उत्तरदायित्व का हिस्सा है कि नहीं और जो व्यक्ति बता रहा है उसके पास नियंत्रण की कितनी क्षमता थी क्या व्यक्ति पूरी तरह से उत्तरदाई था या थोड़ा बहुत उत्तरदाई था क्या परिस्थितियां थी क्या कुछ हद तक परिस्थितियां भी उत्तरदाई थी और उसके बाद हम यह पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या एजेंट को इसके लिए पूरी तरह से दोषी माना जाए या वह कम से कम किसी हद तक इस कार्य के लिए बच पा रहे हैं इससे पहले कि हम कार्य के और चित्र को देखें हमारे पास विचारों की एक श्रंखला होनी चाहिए जोकि जिस एजेंट ने उसे संपादित किया है उस एजेंट को दोषी ठहराता है तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिन्हें हमें यहां पर चर्चा में लाना चाहिए और यह अभियंता के नैतिक आचरण से संबंधित होते हैं जैसे क्या है जो एक अच्छा अभियंता बनाता है एक कैसे अच्छे अभियांत्रिकी कार्य करता है क्या नैतिक मूल्य हैं जिन्हें उसको पालन करना चाहिए कौन सी दो सर्वोत्तम प्रथाएं हैं जिन पर हमने चर्चा की है जैसे नैतिक आत्मवाद हमने परिस्थितियों में उपस्थित 3 उत्तेजको के बारे में चर्चा की थी और हमने यह भी चर्चा की थी कि अगर कोई किसी कार्य के लिए बहाने बता रहा है या औचित्य बता रहा है तो किस हद तक अनुसरण हो रहा है जैसे शाखाओं में और विचारों की प्रक्रिया में और यह नापने की कोशिश की जाती है कि किस हद का उत्तरदायित्व उस व्यक्ति का है और वह व्यक्ति परिस्थितियों के नियंत्रण में किस हद तक है या नहीं है हम उस व्यक्ति को कैसे रोक कर रख सकते हैं और उत्तरदाई व्यक्ति को हम किस हद तक रोक के रख सकते हैं हो सकता है गलती हुई हो और हम किस हद तक अभियंता को इसके लिए दोषी मान सकते हैं दूसरी परिस्थितियों की तरह उन पर आधारित परिस्थितियों में उपस्थित सभी चीजें या कृत्य होते हैं हम कुछ दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले मॉड्यूल में पुनः उपस्थित होंगे धन्यवाद